इस व्याख्यान में हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर चर्चा जारी रखते हैं पिछले व्याख्यान में हमने दो प्रकार की आपूर्ति श्रृंखला के बारे बात की जिसे एफ्फिसिएंट सप्लाई चेन और रेस्पॉन्सिव सप्लाई चेन कहा जाता है एफ्फिसिएंट सप्लाई चेन को फंक्शनल प्रोडक्ट्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिव सप्लाई चेन है हमने कुछ तरीके भी देखे हैं जिनके द्वारा हम उत्पादों को फंक्शनल और इनोवेटिव में वर्गीकृत कर सकते हैं और हमने यह भी उल्लेख किया है कि फंक्शनल प्रोडक्ट्स के लिए एफ्फिसिएंट सप्लाई चेन लागत को कम करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है जबकि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिव सप्लाई चेन सेवा और वितरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी अब हम कुछ पहलुओं को देखेंगे कि हम एफ्फिसिएंट सप्लाई चेन को कैसे डिजाइन करते हैं या एक एफ्फिसिएंट सप्लाई चेन बनाने में क्या चीजें होती हैं इनमें से कुछ निरंतर बार बार होने वाले कार्यक्रम हैं जो सूचना साझा करने के लिए ईडीआई लिंक का उपयोग करते हैं पूर्वानुमान की गणना करने के लिए बिक्री डेटा को कैप्चर करते हैं इनबाउंड और आउट बाउंड साइड पर आपूर्ति श्रृंखलासप्लाई चेन साझेदारी में निवेश करते हैं एमआरपी या प्लानिंग सिस्टम को बेहतर डेटा विजिबिलिटी से लाभान्वित करने और री आर्डर पॉइंट और आर्डर लेवल्स को ठीक करने के लिए मजबूत इन्वेंट्री नियंत्रण तंत्र विकसित करते है हमने पिछले व्याख्यान में इन सभी पांच बिंदुओं को देखा था और इन पांच बिंदुओं के साथ सामान्य बात इन्वेंट्री में कमी होना है अब हम जल्दी से देखेंगे कि यह कैसे होता है अब जब हम सूचना साझा करने के माध्यम से कंटीन्यूअस रेप्लेनिशमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम तुरंत साझेदारी संस्थाओं में इन्वेंट्री को कम करने के बारे में बात करते हैं पीरियाडिक रेप्लेनिशमेंट प्रणाली में कंटीन्यूअस रेप्लेनिशमेंट प्रणाली की तुलना में उच्च इन्वेंट्री शामिल होती है और जब हमारे पास सूचनाओं के आदान प्रदान का उपयोग करने के लिए एक कंटीन्यूअस रेप्लेनिशमेंट सिस्टम है तो बफर भी नीचे आ जाएगा सटीक रूप से पूर्वानुमान को अपडेट करने से पूर्वानुमान में भिन्नता को कम करने में तुरंत मदद मिलेगी और इसलिए अतिरिक्त इन्वेंट्री की सीमा को वहाँ तक कम करें जो संगठन धारण कर पाए इनबाउंड और आउटबाउंड पर साझेदारी में निवेश दोनों परिवहन लागत के साथ साथ इन्वेंट्री लागत को भी कम करेगा और विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत करने से स्वचालित रूप से इन्वेंट्री के संदर्भ में बफ़र्स कम हो जाएंगे जो आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न संस्थाओं के पास होंगे इसलिए अब हम इन सभी बिंदुओं में थ्रेड को देख सकते हैं जो कि इन्वेंट्री में कमी और परिवहन लागत में कमी है जिससे कुल लागत कम हो जाएगी अब यह लागत कम करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाली कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं एफ्फिसिएंट सप्लाई चेन के हमारे विवरण में फिट बैठता है अब हम देखेंगे कि उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखलाएंरिपॉन्सिव सप्लाई चेन कैसे प्रतिक्रिया करती हैं और हमें वहां क्या करने की आवश्यकता है मांग में अनिश्चितता और वास्तविकता के रूप में बड़ी पूर्वानुमान त्रुटियों को स्वीकार करें हमने पहले ही देखा है कि संवेदनशील चेन अभिनव उत्पादों के लिए हैं और अभिनव उत्पादइनोवेटिव प्रोडक्ट्स मांग में उच्च भिन्नता या अनिश्चितता दिखाते हैं और इन के लिए पूर्वानुमान भी सटीक उच्च पूर्वानुमान नहीं हो सकते हैं जो हमे त्रुटियों की ओर ले जाते हैं इसलिए हमें इसे स्वीकार करने और सिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है जो इनकी देखभाल करेगा जिसका अर्थ यह भी है कि इस तरह के सिस्टम में संभव हद तक थोड़ी अधिक इन्वेंट्री होगी और क्योंकि मुनाफे का मार्जिन अधिक है समग्र लाभ को बढ़ाया जा सकता है भले ही इन्वेंट्री की मात्रा थोड़ी अधिक हो लेकिन यहां लीड टाइम में कटौती करके जवाबदेही में सुधार करना पोस्टपोनमेंट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना और प्रोडक्ट डिफरेंशियल स्ट्रेटजी में देरी करना और मॉड्यूलर डिजाइन और प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजीज की तैनाती करना भी जरूरी है अब इन सभी में हम यह महसूस करेंगे कि उत्पादन करने में लगने वाले समय को कम करने के साथ साथ अलग अलग किस्म का उत्पादन करने में सक्षम होने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करना है जिसके लिए दोनों पोस्टपोनमेंट और डिलेड प्रोडक्ट डिफ्रेंटिएशन तरीके हैं जिनके द्वारा यदि उत्पादों की विविधताएं हैं विविधता वास्तव में उत्पादन प्रक्रिया के अंत की ओर होती है और अधिकांश उत्पादन प्रक्रिया के लिए उत्पाद उसी बिंदु तक होगा जहां उत्पाद भिन्न होता है अब ऐसा करने का फायदा यह है कि वहां मौजूद इन्वेंट्री को कम करता है इसलिए डिलेड डिफ्रेंटिएशन होने का मतलब यह होगा कि इन्वेंट्री उस बिंदु तक होना जहां उत्पाद समान दिखते हैं इन्वेंट्रीज़ छोटी होती हैं और उत्पाद भिन्न हो जाने पर इन्वेंट्रीज़ बदल जाते हैं लेकिन इन्वेंट्री के बदलाव से अधिक मानकीकरण के माध्यम से उत्पादन करने के लिए समय का प्रबंधन या समय में कमी लाना भी आसान है क्योंकि उत्पाद उत्पादन चक्र के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु तक एक ही होगा इसलिए रेस्पॉन्सिव सप्लाई चेन के डिजाइन का जोर लीड समय को कम करने या ग्राहक तक उत्पाद लाने में लगने वाले समय को कम करने पर अधिक है पोस्टपोनमेंट स्ट्रैटेजी पैकेजिंग पोस्टपोनमेंट परिवहन में बचत कर रहा है और विभिन्न आवश्यकताओं को संभालने में सक्षम है कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं असेम्ब्ली को स्थगित करना स्थगित करना से मतलब है कि हम इसे अंत में करने की कोशिश करे और इसे बीच में करने की कोशिश न करे और मैन्युफैक्चरिंग पोस्टपोनमेंट बताता है कि जब तक कि फर्म के आदेश प्राप्त नहीं होते हैं विनिर्माणमैन्युफैक्चरिंग में देरी होती है ताकि सिस्टम में इन्वेंट्री की मात्रा भी कम हो हम इस प्रस्तुति में अंतिम स्लाइड पर आते हैं जिसे सप्लाई चेन प्लानिंग फ्रेमवर्क कहा जाता है जहां हम प्लानिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से सप्लाई चेन में रणनीतिक सामरिक और परिचालन निर्णय दिखाते हैं और हमने पहले से ही इसके कई पहलुओं को देखा है सप्लाई चेन लोकेशन और नेटवर्क डिजाइन रणनीतिक निर्णयों के तहत आते हैं हमने इसे पहले की स्लाइड में देखा है सप्लाई प्लानिंग डिमांड प्लानिंग फोरकास्टिंग ऑपरेशंस प्लानिंग सभी सामरिक निर्णय होते हैं जबकि सामग्री प्रबंधन वितरण निष्पादन लॉजिस्टिक्स ये सभी ऑपरेशनलपरिचालन फैसलों में आते हैं हम यह भी जानते हैं कि रणनीतिक निर्णय दीर्घकालिक निर्णय होते हैं रणनीतिक निर्णयों का प्रभाव कई वर्षों तक रहता है सामरिक निर्णय मध्यम अवधि के होते हैं वे कई महीनों या कई हफ्तों तक होते हैं जबकि परिचालन निर्णय अल्पावधि होते हैं और वे कई दिनों की गतिविधियों के लिए होते हैं इसलिए जब हम एक सप्लाई चेन डिजाइन करना शुरू करते हैं और हम एक साथ आने वाले संगठनों की बात करना शुरू करते हैं तो अब ये वे विभिन्न पहलू हैं जिन पर गौर किया जाना है लोकेशन डिसिशन रणनीतिक प्रकृति के होते हैं उत्पादन निर्णय जो प्रकृति में टैक्टिकल होते हैं इन्वेंटरी और वितरण निर्णय कुछ उत्पादन निर्णय भी ऑपरेशनल प्रकृति के होते हैं इन्वेंट्री निर्णय प्रकृति में टैक्टिकल और ऑपरेशनल दोनों होती हैं और वितरण निर्णय प्रकृति में अधिक ऑपरेशनल होते हैं और सूचना निर्णय या सूचना साझा करना या सूचना प्रौद्योगिकी इन सभी पहलुओं को एक साथ लाती है और उन्हें बांधती है ताकि इन्वेंट्रीज़ जो एक प्रणाली में मौजूद हों और गति विधि करने के लिए लगने वाले समय दोनों को कम किया जा सके यदि हम यह समझ पाते है कि संगठन इन दो आयामों को कम करके अधिक लाभ कमाएगा जो कि सिस्टम में इन्वेंट्री की सीमा और अंतिम उत्पाद बनाने और ग्राहक को प्राप्त करने में लगने वाला समय है इसलिए ये दो पहलू महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों को कम करना होगा ताकि आपूर्ति श्रृंखला में समग्र लागत कम हो सके हम इन दोनों प्रकार की सप्लाई चेन में कुछ अंतर देखते हैं एक मुख्य रूप से लागत में कमी पर ध्यान केंद्रित करती है और दूसरी मुख्य रूप से वितरण और बाजार में लगने वाले समय को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती है इन अंतरों के बावजूद यदि आप देखते हैं कि यदि हम इन दो लागतों को एक साथ लाते हैं तो माल की लागत और उत्पादन में लगने वाले समय को कम करके लाभ की हानि या उत्पादन के लिए लगने वाले समय को कम करके संगठन लाभ उठा सकते हैं और उचित संबंध के माध्यम से बहुत अधिक लाभ बना सकते हैं जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सार है यहां हम उस स्लाइड पर फिर से जाते हैं जो हमने पहले देखी है जो प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला निर्णयों के बारे में बात करती है जिनमे से पांच का संकेत मैंने दिया है स्थान निर्णय उत्पादन निर्णय इन्वेंटरी निर्णय परिवहन निर्णय और सूचना निर्णय अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं हमने इनमें से कितना पाठ्यक्रम में शामिल किया है और इस पाठ्यक्रम में कौन सी चीजें शेष हैं हमने संचालन प्रबंधन पर बहुत जोर देने के साथ इस पाठ्यक्रम को शुरू किया जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हमने उत्पादन निर्णयों पर बहुत समय बिताया है पूर्वानुमानफोरकास्टिंग से शुरुआत करते हुए पूर्वानुमान को पूरी तरह से समझा पूर्वानुमान में विभिन्न मॉडलों को समझा है और फिर हमने समग्र नियोजन पर ध्यान दिया हमने समग्र नियोजन के लिए कई मॉडल देखे और फिर बाद में हमने शेड्यूलिंग और सिक्वेंसिंग किया हमने थोड़ा एमआरपी पर बात की इसलिए ये सभी उत्पादन निर्णयों के अंतर्गत आते हैं हमने कई इन्वेंट्री मॉडल देखे हैं जिन्हें साइकिल इन्वेंट्री और सेफ्टी इन्वेंट्री कहा जाता है जिसका अर्थ है मॉडल जो ऑर्डर मात्रा से संबंधित हैं और मॉडल जो कि रीआर्डर स्तर और सेफ्टी स्टॉक से संबंधित हैं इसलिए हमने इन्वेंट्री डिशन्स को कवर करने में कुछ समय बिताया है और हमने इस पाठ्यक्रम में उत्पादन निर्णयों को संबोधित करने में कुछ समय बिताया है बहुत संक्षेप में हमने स्थान निर्णयों के कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया है और हम अभी तक परिवहन निर्णयों के कुछ पहलुओं और आपूर्ति श्रृंखला पर सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका पर ध्यान देना चाहते हैं इसलिए अब हम जो कुछ करेंगे वह उन कुछ लोकेशन डिशन्स का पुनरीक्षण करेंगे जो हमने देखे हैं और कुछ लोकेशन मॉडल्स पर चर्चा करना जारी रखते हैं जो सुविधाओं और गोदामों के बारे में बात करते हैं और फिर हम परिवहन के लिए परिवहन निर्णयों और मॉडलों पर आगे बढ़ेंगे और फिर हम आपूर्ति श्रृंखला प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सूचना प्रणाली और सूचना प्रणाली की भूमिका को प्रभावी ढंग से देखेंगे वास्तव में हमने इस पाठ्यक्रम में हमने स्थानलोकेशन से संबंधित तीन मॉडल्स पहले ही देखे हैं तो हमने पी मीडियन मॉडल को देखा है हमने फिक्स्ड चार्ज प्रॉब्लम्स देखी है और हमने कई सुविधाओं या गोदामों के स्थान को देखा है पहले इस कोर्स में लोकेशन मॉडल्स माध्यम से देखा गया था अब हम कुछ और लोकेशन मॉडल्स देखेंगे और उन्हें इसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे इसलिए सबसे बुनियादी मॉडल जब किसी एकल उत्पाद के लिए गोदामों और खुदरा विक्रेताओं का पता लगाने की बात आती है तो एक असाइनमेंट समस्या होती है जहां हम d i j X i j को कम करते हैं जहां X i j 1 के बराबर होता है अगर रिटेलर जे को गोदाम से आपूर्ति मिलती है और गोदाम से सभी आपूर्ति मिलती है जो मॉडल हम यहां दिखा रहे हैं वह d i j X i j को कम से कम करना है यहां हम मानते हैं कि हमारे पास कई गोदाम और बड़ी संख्या में ग्राहक या खुदरा विक्रेता होंगे इसलिए हम इसे वेयरहाउस गोदाम कहते हैं और इसे हम रिटेलर्स कहते हैं अब हम यह मानकर चल रहे हैं जब हम इस फॉर्मूलेशन को देखते हैं कि इनमें से प्रत्येक से D j मांग है अब इनमें से हर एक से एक आपूर्ति S i होती है जो हम इनमें से प्रत्येक रिटेलर को सौंपने वाले हैं उदाहरण के लिए हमारे पास एक समाधान हो सकता है जहां अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो हम कहेंगे कि खुदरा विक्रेताओं 1 2 और 4 को अपनी आपूर्ति S i से मिलती है अब वर्तमान में हमें D j और S i स्पष्ट रूप से विचार करने की आवश्यकता नहीं है हम केवल यह कहेंगे कि यहाँ निश्चित संख्या में खुदरा विक्रेता और कुछ निश्चित गोदाम हैं और जब हम वास्तव में ऐसा करते हैं तो समस्या दूरी कम होगी इसलिए एक दूरी d i j है जिसे हम कम से कम करना चाहेंगे हम इन सभी आपूर्ति का उपयोग करना चाहते हैं और फिर हमें यह कहना होगा कि इनमें से प्रत्येक खुदरा विक्रेताओं को केवल एक विशेष गोदाम से ही अपनी आपूर्ति मिलेगी इनमें से प्रत्येक से उस वस्तु के लिए D j मांग है यह भी प्रतिबंध है कि एक विशेष गोदाम खुदरा विक्रेताओं की एक निश्चित संख्या से अधिक की आपूर्ति नहीं करेगा तो यह अभी भी एक विशिष्ट असाइनमेंट समस्या से संबंधित होगा भले ही OR साहित्य में एक विशिष्ट असाइनमेंट समस्या के बारे में सिग्मा X ij 1 के बराबर हो sigma Xij 1 के बराबर है अब इसे एक सरल असाइनमेंट समस्या में विस्तारित किया जा सकता है जब हम एक प्रतिबंध लगाते हैं कि यह अधिकतम निश्चित संख्या में ही आपूर्ति करेगा अब यहाँ तक या तो सीधे असाइनमेंट प्रॉब्लम या असाइनमेंट प्रॉब्लम के रूप में मॉडलिंग की जा सकती है अब यह बाधा भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम इनमें से प्रत्येक के लिए एक निश्चित आपूर्ति लाते हैं जिसका अर्थ है यहाँ एक क्षमता है और फिर हमें ऐसा करने की आवश्यकता है अब यह बिल्कुल ट्रान्सपोर्टेंशन प्रॉब्लम नहीं है अंतर आता है क्योंकि ट्रान्सपोर्टेंशन प्रॉब्लम में आपूर्ति की मात्रा और मांग की मात्रा होती है ट्रान्सपोर्टेंशन प्रॉब्लम एक स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाती है कि सभी मांगों को केवल एक आपूर्ति के माध्यम से आना है ट्रान्सपोर्टेंशन प्रॉब्लम यह बताती है कि इसकी माँग यहाँ से और यहाँ से भी पूरी की जा सकती है इसलिए जिस क्षण हम ट्रान्सपोर्टेंशन प्रॉब्लम के लिए एक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाते हैं कि इस की मांग केवल उनमें से एक से पूरी होनी चाहिए यह वह बन जाता है जिसे जनरलाइज़्ड ट्रान्सपोर्टेंशन प्रॉब्लम कहा जाता है तो जनरलाइज़्ड ट्रान्सपोर्टेंशन प्रॉब्लम जिसे बाइनरी प्रोग्रामिंग के माध्यम से हल किया जा सकता है X i j 0 या 1 मान लेता है और इसे 0 1 या बाइनरी ऑप्टिमाइज़ेशन समस्या के रूप में हल किया जा सकता है इसलिए मॉडल में से एक है जहाँ वेयरहाउस का एक सेट दिया है या आपूर्ति बिंदुओं का एक सेट दिया है खुदरा विक्रेताओं का एक सेट दिया है या ज्ञात मांग D j के साथ मांग बिंदुओं का एक सेट दिया है अब कौन सा गोदाम किस रिटेलर को आपूर्ति करेगा इस तरह की क्षमता पर विचार किया जाता है और खुदरा विक्रेताओं की सभी मांग को गोदाम से पूरा करना होता है और एक अतिरिक्त प्रतिबंध है नियंत्रण के कारणों के लिए कि यह कुछ निश्चित खुदरा विक्रेताओं से अधिक को आपूर्ति नहीं करता है इसलिए यह एक मानक समस्या है जहां हम मॉडल करते हैं प्रत्येक चीज की मांग को कैसे पूरा किया जा सकता है दूसरा मॉडल नंबर वेयरहाउस और रिटेलर्स के नाम से जाना जाएगा एकल उत्पाद और एक रिटेलर एक से अधिक स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं तो दूसरी समस्या इस समस्या का एक सरल संस्करण है इसलिए हमारे पास अभी भी यह है हम अभी भी कहेंगे कि इस बाधा को संशोधित किया गया है अब इस बाधा को sigma के लिए संशोधित किया जाएगा X i j रिटेलर j के लिए D j के बराबर या अधिक है और सिग्मा X i j S i से कम या बराबर है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है यह मौजूद नहीं है X i j किसी से भी बाइनरी नहीं है X i j मांग की मात्रा है जो कि i से j तक ले जाने से मिलती है और यह सीधे आगे की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन जाती है इसमें समर्पण शामिल नहीं है उदाहरण के लिए यहां मॉडल 2 में हम यह नहीं मानते हैं कि सभी मांग केवल एक से पूरी होने जा रही है आपके पास एक स्थिति हो सकती है जहां इस की मांग इन दोनों से पूरी की जा सकती है तो मॉडल 2 वास्तव में मान्यताओं के संदर्भ में मॉडल 1 की तुलना में एक सरल संस्करण है जहां एक खुदरा विक्रेता एक से अधिक आपूर्ति समाधान के संदर्भ में प्राप्त कर सकता है क्योंकि यह एक सीधे आगे की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन जाती है जिसे जनरलाइज़्ड ट्रान्सपोर्टेंशन प्रॉब्लम की तुलना में हल करना आसान है अब उन दो मॉडलों को देखने के बाद हम अब पहले p मीडियन पर वापस आएंगे और फिर फिक्स्ड चार्ज और फिर हम उस मॉडल पर जाएंगे जहां हम बात करते हैं जिसे फिक्स्ड चार्ज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहा जाता है और मैं उनके बीच के अंतर को समझाऊंगा इसलिए हालांकि मैंने इस पीपीटी में इसे मॉडल 3 के रूप में दिखाया है मॉडल 2 के बाद हमें पी मीडियन के साथ साथ फिक्स्ड चार्ज की समस्या को भी देखने की जरूरत है हमने पहले के एक व्याख्यान में पी मीडियन और फिक्स्ड चार्ज देखा है तो मैं बस इन दोनों को बहुत ही त्वरित संक्षिप्त रूप में बताऊंगा इससे पहले कि हम अगली जिसे फिक्स्ड चार्ज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहा जाता है पर जाएँ पी मीडियन p माध्य समस्या को पेश करने के तरीकों में से एक यह कहता है कि यहाँ कुछ बिंदु हैं हम कहते हैं कि 6 बिंदु हैं या 6 ग्राहक हैं और अब हम कहते हैं हम 2 कारखानों को या ज्ञात कारखानों या पी कारखानों या पी मीडियन की संख्या लोकेट करना चाहते हैं अब इन छह में से कौन सा मीडियन होगा जैसे कि यदि उदाहरण के लिए ये दोनों मीडियन हैं अब पहले मुझे इस समस्या का गणितीय रूप से वर्णन करने दें फिर मैं इस समस्या का संदर्भ के संबंध में वर्णन करूंगा जिसमें हम इसे देख रहे हैं अब 6 बिंदु हैं और n बिंदु हैं एक दूरी मैट्रिक्स d i j है जो ज्ञात है जिसका अर्थ है उनमें से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात है हम इन्हें 1 2 3 4 5 6 के रूप में कहते हैं एक बिंदु के बीच की दूरी 0 है इसलिए d i j मैट्रिक्स ज्ञात है एक पी मीडियन को इन n बिंदुओं में से p को चुनना है इन n बिंदुओं में से p को चुनने के लिए n बिंदु हैं जो कि माध्य और शेष n माइनस p के रूप में कार्य करते हैं इन बिंदुओं में से प्रत्येक एक माध्यिका से जुड़ा हुआ है उदाहरण के लिए यदि हम इन दोनों को माध्यिका के रूप में चुनते हैं तो ये चारों ग़ैर मध्य बिंदु हैं और प्रत्येक ग़ैर माध्य मध्य बिंदु से जुड़ जाता है उदाहरण के लिए यह इसके साथ संलग्न हो सकता है और यह इसके साथ संलग्न हो सकता है इसे इसके साथ संलग्न किया जाएगा इसे इस तरह संलग्न किया जाएगा कि इन दूरियों का योग कम से कम हो 6 दूरियां होंगी अब ये दो बिंदु खुद को जोड़ते हैं इसलिए उनकी दूरी 0 है ये चार बिंदु एक माध्यिका से जुड़ने वाले हैं इसलिए 4 दूरियां होंगी अब जो दो मीडियन हैं सर्वश्रेष्ठ दो मीडियनहैं और किस मीडियन को नॉन मीडियन से ऐसे अटैच किया जाता है ताकि दूरीयो का योग चारों दूरी कम से कम हो पी मीडियन समस्या कहलाती है अब हम जो देख रहे हैं उसके संदर्भ में पी मीडियन समस्या की प्रासंगिकता क्या है अब हम कह सकते हैं कि यहाँ 6 ग्राहक हैं अब हम 2 कारखानों को स्थापित करना चाहते हैं पी 2 के बराबर हम ऐसी दो फैक्ट्रियां स्थापित करना चाहते हैं जिससे हम दूरी के आधार पर ग्राहकों की मांगों को पूरा कर सकें अब हम इन छह में से सबसे अच्छे स्थान का पता लगाना चाहते हैं इन छह में से सर्वश्रेष्ठ दो स्थान ऐसे हैं शेष चार को दो स्थानों में आवंटित किया जाता है और दूरी को कम से कम किया जाता है इसलिए हम जो देख रहे हैं उसके संदर्भ में मीडियन समस्या की प्रासंगिकता है तो 6 ग्राहक हैं और हम चाहते हैं या जो छह अलग अलग जगहों पर स्थित हैं d i j मैट्रिक्स जाना जाता है और यदि p 2 के बराबर है जो इन दो छह स्थानों में से है तो हम एक कारखाने का पता लगाएंगे और ये दो स्थित कारखाने चार शेष बिंदुओं की आवश्यकता को पूरा करेंगे अब इन चार शेष बिंदुओं में से कौन सी फैक्ट्री से जुड़ी हुई है पी माध्यिका समस्या द्वारा दी गई है इसलिए हमने p माध्य समस्या को हल करने के तरीके देखे हैं जो कि हमारा अगला स्थान मॉडल है अब फिक्स्ड चार्ज प्रॉब्लम इसे अपने पी माध्यिका समस्या की तार्किक सीमा के रूप में देखा जा सकता है इसे थोड़ा अलग संदर्भ में भी देखा जा सकता है अब जब हम इस p मीडियन समस्या का विस्तार करते हैं और फिर हम कहना शुरू करते हैं p माध्यिका समस्या में हम यह मानने वाले हैं कि क्या मैंने इसे एक कारखाने के रूप में बनाया है या इसे कारखाने के रूप में कारखाने के रूप में बनाने की लागत सभी बिंदुओं पर समान है अब फिक्स्ड चार्ज में मैं एक f i देने जा रहा हूं जो कि इस स्थान से एक फैक्ट्री बनाने की निश्चित लागत है इसलिए समस्या बदलकर f i Y i प्लस d i j X i j हो जाती है तो एक निश्चित लागत होने जा रही है अब दूसरा तरीका है इस की एक क्षमता भी हो सकती है जिसे मैं C i या i की क्षमता कह सकता हूं अब पी माध्यिका में हमने लागत और क्षमताओं को शामिल नहीं किया है अब मान लीजिए कि मैं एक p मीडियन को हल कर रहा हूं और उदाहरण के लिए हम कहें कि ये दो सबसे अच्छे स्थान हैं और ये दोनों चीजें हैं तो p मीडियन के अंत में मैं कहूंगा दूरी के आधार पर कारखानों का पता लगाएं व्यक्तिगत लागत समान होने वाली है अब यदि मांगें डी 1 प्लस डी 6 प्लस डी 5 हैं तो यहां डी 1 प्लस डी 6 प्लस डी 5 की क्षमता और यहां डी 2 प्लस डी 4 की क्षमता होना आवश्यक है अब फिक्स्ड चार्ज में हम इसे थोड़ा अलग तरीके से करते हैं हम यह परिभाषित करना शुरू करते हैं कि क्षमता क्या होने जा रही है और फिर तय करें कि दो सबसे अच्छे स्थान कौन से हैं और बाकी की मांगें इससे कैसे निपटेंगी फिक्स्ड चार्ज नहीं है फिर से फिक्स्ड चार्ज के दो तरीके हैं जहां एक तरीके से यह कहना है कि अगर यहां एक फैक्ट्री स्थित है और इसे एक फैक्ट्री नहीं मिलती है तो इस की सभी मांग केवल एक से आनी चाहिए इनमें से या तो यह या यह जो p मीडियन में एक मानी हुई बात है लेकिन व्यवहार में हम कह सकते हैं कि माँग का हिस्सा यहाँ आ सकता है माँग का हिस्सा इन दोनों स्थानों की क्षमताओं के आधार पर यहाँ आ सकता है तो फिक्स्ड चार्ज को p मीडियन के तार्किक विस्तार के रूप में देखा जा सकता है जहां बनाने की एक निश्चित लागत होती है जो विभिन्न बिंदुओं के लिए अलग अलग होती है साथ ही क्षमता को फिक्स्ड चार्ज में पूर्व निर्धारित किया जाता है जबकि कुछ मायनों में वे पी माध्यिका में निर्धारित किए जाते हैं वे पहले से ही हमें दिए हैं और अंतर यह है कि फिक्स्ड चार्ज अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित नहीं है कि सभी मांग केवल चुने हुए कारखानों में से एक से आना चाहिए फिक्स्ड चार्ज की समस्या को देखने का अन्य तरीका यह है कि यहाँ कारखानों के लिए कुछ संभावित स्थल हैं और यहाँ ग्राहक हैं तो फिक्स्ड चार्ज की समस्या को पेश करने के इस तरीके से हम किसी भी ग्राहक के स्थानों में कारखानों का पता लगाने नहीं जा रहे हैं अब ये विशिष्ट साइटें जहां कारखाने स्थित हैं ग्राहक साइटों से अलग हैं इसलिए यह एक ग्राफ के रूप में एक द्विपक्षीय ग्राफ है इसलिए इन दोनों के बीच या इनमें से किसी के बीच कोई संबंध नहीं है अब फिर से d i j की तरह अब और इसी तरह से हैं तो यहाँ d i j एक वर्ग मैट्रिक्स होगा 6 बिंदु हैं हम 6 गुणा 6 d i j एक में प्राप्त करेंगे अब यहाँ यदि 4 साइटें और 6 ग्राहक हैं तो dij मैट्रिक्स 6 गुणा 4 होगा तो हम यह पता लगाना चाहते हैं कि हम इनमें से दो का चयन करते हैं यहाँ एक f i है एक C i है और एक D j है इसलिए हमने p मीडियन के कुछ पहलुओं को देखा है और साथ ही हमने पहले के एक व्याख्यान में फिक्स्ड चार्ज की समस्या के कुछ पहलुओं को देखा है अब इस पृष्ठभूमि के साथ हम मॉडल 3 में जाते हैं जो गोदामों और खुदरा विक्रेताओं के बारे में बात करते हैं हम बाद में गोदामों के इस स्थान का दौरा करेंगे इसलिए यह मॉडल गोदामों और खुदरा विक्रेताओं के बारे में बात करता है जहां हमारे पास गोदामों और खुदरा विक्रेताओं की एक ज्ञात संख्या है हम एक एकल उत्पाद की बात कर रहे हैं हम यह भी कहते हैं कि एक रिटेलर एक से अधिक वेयरहाउस से आइटम प्राप्त कर सकता है और परिवहन की एक स्थिर और परिवर्तनीय लागत है इसलिए महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि परिवहन की एक स्थिर और परिवर्तनीय लागत है इसलिए मुझे इस नेटवर्क के माध्यम से वापस जाने और समझाने की अनुमति दे अब हमारे पास गोदामों का एक सेट है और फिर हमारे पास खुदरा विक्रेताओं का एक सेट है अब सवाल यह है कि इनमें से हर एक में एक आपूर्ति S i है यह स्थान की समस्या नहीं है यहां निर्णय यह नहीं है कि पता लगाना कहां है पी मीडियन में निर्णय वह होता है कि कहा लोकेट करे एक फिक्स्ड चार्ज में निर्णय वह होता है जहां लोकेट करना होता है अब यहां हम यह मान लेते हैं कि गोदामों का एक समूह है और खुदरा विक्रेताओं का एक समूह है चित्रण के लिए 4 गोदाम हैं और 7 खुदरा विक्रेता हैं अब प्रत्येक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका मतलब है प्रत्येक गोदाम प्रत्येक खुदरा विक्रेता को आपूर्ति कर सकता है सामान्य ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हमारा मॉडल 2 था एक S i के बारे में बात करता है एक D j है मुझे कितना भेजना है अनुमान है यह यहाँ से और आंशिक रूप से यहाँ से भी मिल सकता है इस समस्या में अतिरिक्त आयाम यदि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखते हैं तो पुरानी परिवहन समस्या में C i j X i j होगा और अब हमारे पास एक और dij भी है यहाँ हमारे पास C ij Y ij और dij X ij है इसलिए फिक्स्ड चार्ज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में दो पद हैं जबकि पुरानी परिवहन समस्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में केवल एक था जो d i j X i jहै X ij i से j तक पहुंचाई गई मात्रा है अब हम एक Y i j का परिचय देते हैं और कहते हैं कि यदि उदाहरण के लिए मैं पहले आपूर्तिकर्ता से पहली मांग के लिए एक मात्रा X 1 1 का परिवहन करता हूं अब परिवहन की लागत d 1 1 और X 1 1 होगी लेकिन एक अतिरिक्त लागत है जिसे ऐसा करने का एक निश्चित शुल्क कहा जाता है अब यह निश्चित शुल्क एक अतिरिक्त टोल की तरह होगा जो मुझे इस से परिवहन के लिए चुनने पर भुगतान करना पड़ सकता है इसलिए दो निर्णय हैं पहला यह कि क्या मैं i से j तक परिवहन करना चुनता हूं और फिर यदि मैं i से j तक परिवहन करना चुनता हूं तो वह मात्रा क्या है जो मैं i से j तक परिवहन करता हूं क्या मैं Y i j द्वारा दी गए परिवहन का चयन करते है और X i j वो मात्रा है जो मैं भेजूंगा तो अड़चन यह होगी कि प्रत्येक सिग्मा X i j D j से बड़ा या उसके बराबर है जो भी इसमें आएगा वह इस मांग को पूरा करेगा और जहाँ तक एक अन्य है सिग्मा X i j S i और Y i j से कम या बराबर है जहाँ हमने इसे दो अलग अलग बाधाओं के रूप में दिखाया है हमने दो बाधाओं को दिखाया है जो कि X i j S i के बराबर है और फिर कहा कि X i j M Y i j से कम या बराबर है उन्हें एक साथ एक बाधा में लाया जा सकता है जो कहेंगे कि S i की यह आपूर्ति या क्षमता उपलब्ध है केवल जब आंशिक रूप से aj की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल जब हम रूट ij चुनते हैं तो केवल तभी जब Y ij 1 हो यह पूरे या भाग में इसके लिए उपलब्ध है तो इसकी यह सीमा है Y i j बाइनरी होगी और X i j एक मात्रा होगी इसलिए इसे फिक्स्ड चार्ज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहा जाता है देखें यह फिक्स्ड चार्ज समस्या से अलग है अंतर इस तथ्य से आता है कि एक फिक्स्ड चार्ज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में i और j के बीच एक चार्ज फिक्स्ड चार्ज f i j है जबकि एक फिक्स्ड चार्ज समस्या में इसके साथ में एक f i जुड़ा हुआ है अब फिक्स्ड चार्ज प्रॉब्लम में फिक्स्ड चार्ज एक नोड के लिए होता है और फिक्स्ड चार्ज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में फिक्स्ड चार्ज एक आर्क या एज के लिए होता है जो i और j को जोड़ता है यहां यह नोड या वर्टेक्स के लिए है जो i है इसलिए यहां एक लागत जुड़ी हुई है और यहां एक लागत जुड़ी हुई है इस लागत को एक सुविधा स्थापित करने की लागत के रूप में देखा जाना चाहिए और इस लागत को परिवहन की एक निश्चित लागत के रूप में देखा जाना चाहिए जो कि एक टोल की तरह होता है जो भुगतान किया जाता है जब आप आई से जे तक आइटम ले जाते हैं तो यह हमारा मॉडल 3 है जो गोदामों और खुदरा विक्रेताओं के बारे में बात करता है फिर हम 4 वें मॉडल पर जाते हैं जो कैपेसिटिव प्लांट लोकेशन मॉडल है जो वास्तव में फिक्स्ड चार्ज की समस्या है तो f i y i तो यह वही है जो वहाँ मॉडल 4 के रूप में दिखाया गया है जो कि फिक्स्ड चार्ज समस्या है अब आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिग्मा fiyi सिग्मा C ij X ij या dij X ij है अगर यह एक जेनेरिक एक्सप्रेशन है जो i से j तक ट्रांसपोर्ट करने की यूनिट कॉस्ट के बारे में बात करता है तो हम d i j X i j का उपयोग कर सकते हैं यदि यूनिट लागत दूरी के लिए आनुपातिक है और आनुपातिकता 1 है उदाहरण के लिए यूनिट दूरी को पार करने के लिए 1 रुपये का खर्च आता है तब आप dij X ij या C ij X i j का उपयोग कर सकते हैं इसलिए हमने इस पाठ्यक्रम में पहले से ही संयंत्र के स्थान या निश्चित चार्ज समस्या के कुछ पहलुओं को देखा है Now we look at locating plant capacitated plant location model with a single sourcing so as model 5 what we see is something like this the same fixed charge problem here अब हम एक ही सोर्सिंग के साथ लोकेटिंग प्लांट कैपेसिटेड प्लांट लोकेशन मॉडल को देखते हैं इसलिए मॉडल 5 के रूप में जो हम देखते हैं वह कुछ इस तरह है यहाँ भी वही फिक्स्ड चार्ज की समस्या है इसलिए जब हम इस नेटवर्क पर वापस जाते हैं जो मैंने बनायीं है तो ये संभावित साइट हैं ये ग्राहक हैं तो एक f i इस पक्ष से जुड़ा हुआ है इस ग्राहक के साथ जुड़ा हुआ एक D j है जो अब हमें सभी को f i करना है ताकि yi 1 के बराबर हो यदि इस साइट को चुना जाता है तो उद्देश्य फ़ंक्शन कम हो जाएगा यह स्थान की लागत है यह आवंटन की लागत है इसलिए इसे स्थान आवंटन समस्या भी कहा जाता है क्योंकि हम सुविधाओं का पता लगाने की बात करते हैं और साथ ही हम मांग को पूरा करने के लिए आवंटित इन सुविधाओं की क्षमता से आवंटन की बात करते हैं इसे आवंटन समस्या कहा जाता है इसलिए सभी मांग केवल एक ही जगह से होनी चाहिए यही कारण है कि हम कैपेसिटेड प्लांट लोकेशन को सिंगल सोर्सिंग के साथ कहते हैं जिसका मतलब है इस की पूरी मॉंग इनमें से केवल एक से पूरी होगी और उस एक को चुनना होगा तो आपके पास एक बाधा होगी जो कहेगी सिग्मा X i j 1 के बराबर है जिसका अर्थ है इस मॉडल में X i j बियनरी है y i भी बियनरी है y i या तो 0 है या 1 है यदि हम इसे चुनते हैं अगर यह चुना गया है तो 1 है अगर इसे नहीं चुना गया तो यह 0 है इसलिए जो कुछ भी चुना जाता है वह एक निश्चित लागत का भुगतान करेगा जो कि f i y i है अब इन सभी की मांग को पूरा करना होगा तो अगर मैं इस j की मांग एक चुने हुए i से पूरी करने जा रहा हूं तो X i j 1 के बराबर होगा चूंकि X i j 1 के बराबर है यह सुनिश्चित करेगा कि इनमें से प्रत्येक की मांग इनमें से केवल एक से पूरी हुई है और दूसरी चीज़ जो हमें देखने की ज़रूरत है वह है सिग्मा D j X i j K i y i या C i y i के बराबर या उससे कम है तो न केवल यह उनमें से एक से पूरी मांग प्राप्त करता है इसे इसके चुने हुए साइट से की गयी मांग मिलनी चाहिए इसलिए यदि यह साइट चुनी जाती है तो y i 1 होगा तभी यह इस से मिलेगा अगर यह नहीं चुना गया है तो यह इसे आपूर्ति नहीं कर सकता है और यदि इसे चुना जाता है तो इसकी क्षमता C i y i है तो जो कुछ भी आपको इस क्षमता से मिलता है वह इस आपूर्ति के भीतर भी होना चाहिए इसलिए यह C i y i चुने हुए एक की क्षमता है और यह कई D j X i j को दिया जायेगा इसलिए क्षमता मांग की तुलना में अधिक है इसलिए एकल बाधा उन सभी का ध्यान रखती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बदलता है क्योंकि X i j बियनरी है इसलिए D j X i j मांग है इसलिए C i j इस में माँग पर लागत C i j है तो इसे लोकेटिंग प्लांट्स कैपेसिटेड मॉडल कहा जाता है क्योंकि K i या C i इसे चुने जाने पर इसकी क्षमता के बारे में बात करता है इसलिए यह कैपेसिटेड है सिंगल सोर्सिंग क्योंकि यहां से सभी मांग केवल एक आपूर्ति से पूरी होती है इसलिए यह हमारा मॉडल 5 है जो सिंगल सोर्सिंग के लिए प्लांट लोकेशन है छठा मॉडल एक साथ प्लांट और गोदामों का पता लगा रहा है अब यह मॉडल ठीक वैसा ही मॉडल है जैसा हमने पहले देखा है जहां हमने एक साथ प्लांट और गोदामों के बारे में बात की है जिसका अर्थ है हम कई चरणों को देख रहे हैं तो एक ऐसा चरण हो सकता है जहां हमारे पास संयंत्र या कारखाने हैं एक ऐसा चरण होगा जहां हमारे पास गोदाम होंगे और ग्राहकों का एक समूह होगा इसलिए यहां सवाल यह है कि हम उन फैक्ट्रियों की संख्या पर प्रतिबंध लगा सकते हैं जिन्हें हम ढूंढना चाहते हैं हम उन गोदामों की संख्या पर प्रतिबंध लगा सकते हैं जिनकी हम तलाश करना चाहते हैं इसलिए हमारे पास कई निर्णय f i y i होंगे इसलिए यहां f i एक निश्चित लागत होगी y यहां निर्णय होगा और फिर हमारे पास एक और f e y e होगा तो यह एक निश्चित लागत f e होगा और फिर हमारे पास संभवतः एक और y e या z होगा जो भी चर हम उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि हम इनमें से कुछ का चयन करते हैं तो यहाँ स्थान की एक निश्चित लागत है यहाँ स्थान की एक निश्चित लागत है अब जिस समय यहां स्थान की एक निश्चित लागत है एक क्षमता है इसलिए चीजों को केवल चुनी हुई सुविधाओं के लिए उत्पादित और परिवहन किया जाना है क्योंकि इसे बनाने की लागत है फिर इन्हें चुनिंदा सुविधाओं में ले जाया जाता है और वहां से इन्हें इन ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ले जाया जाता है इसलिए यहां फिर से हमारे पास एक समर्पित या एकल सोर्सिंग मॉडल या एक मल्टीपल सोर्सिंग हो सकती है जहां एक चुना हुआ गोदाम या तो आपूर्ति कर सकता है या किसी अन्य तरीके से एक मांग केवल एक गोदाम से पूरी तरह से मिल सकती है या इसे कई गोदामों से पूरा किया जा सकता है अब वहाँ एक वितरण लागत है एक वितरण यहाँ लागत है यहाँ एक निश्चित स्थान लागत है यहाँ एक निश्चित स्थान लागत है इसलिए आप हम 4 टर्म्स या 5 टर्म्स को देखने और इस परतों की संख्या पर निर्भर करता है और अगर वहाँ यहाँ एक और परत है वहाँ एक गोदाम वितरण के रूप में अच्छी तरह से ग्राहक के रूप में तो आप एक और परिवहन लागत है स्थान के निर्णय आमतौर पर केवल इस और इस बात की चिंता करते हैं कि कितने प्लांट्स का पता लगाना है कितने गोदामों का पता लगाना है उनमें से बाकी परिवहन लागत और लिंकिंग बाधाएं हैं जो क्षमता के साथ साथ मांग को भी जोड़ देगा जो यहां 4 परतों में दिखाया गया है इसलिए वितरण की 3 प्रकार की लागतें हैं हम अधिक उन्नत स्थान समस्याओं को भी देख सकते हैं विशेष रूप से कई उत्पादों के लिए अब तक हमने जो मॉडल देखे हैं वे बड़े पैमाने पर एकल उत्पादों के लिए हैं और अब इनका विस्तार कई उत्पादों और फिक्स्ड टोलों को देखने के लिए भी किया जा सकता है तो हम बहुत अधिक संख्यात्मक सूत्रीकरण प्राप्त करते हैं जिसे यहाँ C i j k X X j k के साथ दिखाया गया है जहाँ k एक उत्पाद या एक बाजार i से j का प्रतिनिधित्व करता है जिसका सीधा मतलब संयंत्र से ग्राहक तक है इसलिए हम आपूर्ति श्रृंखला में कई परतों को नहीं देख रहे हैं हम कारखानों के एक समूह और ग्राहकों और कई उत्पादों या कई बाजारों के एक सेट के बारे में बात कर रहे हैं एक स्थान है और एक आवंटन है और उनमें से प्रत्येक के लिए कुछ लिंकिंग बाधाएं हैं अब हम कुछ और पहलुओं पर ध्यान देंगे जिन्हें वेयरहाउस एग्रीगेशन और सेफ्टी स्टॉक और सर्विस लेवल कहा जाता है अब वेयरहाउस एग्रीगेशन से हमारा वास्तव में क्या मतलब है अब जब हम इस तरह के मॉडल को देखते हैं जब हम सभी स्थान और आवंटन मॉडल को देखते हैं अब हम देखते हैं हमारे पास कभी कभी होते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ एक गोदाम है और यहाँ कई ग्राहक हैं अब कई बार हम एक और निर्णय लेने की इच्छा रखते हैं जो कहता है अब हम वास्तव में दो गोदाम रख सकते हैं उदाहरण के लिए क्या हमारे यहाँ एक गोदाम हो सकता है और हमारे यहाँ एक गोदाम है अब अगर हम इस केंद्रीय गोदाम को इन दो गोदामों से बदल दें तो हमें पता चलता है कि यात्रा की गई दूरी कम होगी क्योंकि यहाँ हम इन छह दूरियों को देख रहे हैं जबकि यहाँ आप अनिवार्य रूप से तीन दूरियाँ देख रहे हैं यदि इस के साथ विलय होता है तो हम 3 प्लस 3 को देख रहे हैं हम 4 दूरियों को देखेंगे और यह हमारे योग की तुलना में यहाँ की दूरी बहुत छोटी होगी लेकिन अब फायदे और नुकसान क्या हैं अब फायदे और नुकसान कम परिवहन लागत में फायदे नुकसान अधिक इन्वेंट्री हो सकती है या बफर को यहां भी रखा जा सकता है जबकि जब हम उन्हें केंद्रीकृत करते हैं और उन्हें एक साथ लाते हैं तो हमारे पास जो इन्वेंट्री होगी वह बहुत कम होगी तो केंद्रीयकृत गोदाम के बीच यह पारंपरिक व्यापार है जहां इन्वेंट्री रखी गई है सुरक्षा स्टॉक कम है परिवहन लागत अधिक है विकेंद्रीकृत गोदाम जहां परिवहन लागत कम है और इन्वेंट्री अधिक होगी अब हम इनमें से कुछ को देखते हैं हम एक एकल गोदाम और कई खुदरा विक्रेताओं को देखते हैं अब कोई आसानी से प्रत्येक खुदरा विक्रेता के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए इकनोमिक आर्डर कॉस्ट की गणना आसानी से कर सकता है इसलिए यदि हमारे पास n खुदरा विक्रेता हैं तो हमने अपने पारंपरिक फार्मूलों का उपयोग किया है इकनोमिक आर्डर क्वांटिटी Q जो वस्तु की मांग है के लिए 2 DC बटा C c के रूट के बराबर होगा यहाँ ऑर्डर की लागत है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है तो उनमें से प्रत्येक के लिए एक आइटम के लिए यह इकनोमिक आर्डर क्वांटिटी होगी और इकनोमिक आर्डर क्वांटिटी पर कुल लागत रुट ओवर 2 D CC c होगी फिर यदि हमारे पास N अलग अलग खुदरा विक्रेताओं है तो कुल लागत n अलग अलग खुदरा विक्रेताओं के लिए N इनटू रुट ऑफ़ 2 D CC c होगी अब यदि इन सभी को एक केंद्रीय स्थान पर लाया जाता है तो कुल मांग N में D हो जाएगी और इसलिए इकनोमिक आर्डर क्वांटिटी रुट ओवर 2 N DCC c होगी और अगर हम कुल लागत T C 2 को कॉल करते हैं तो यह रुट ओवर 2 N DCC cके बराबर है अब यह T C 1 से छोटा है क्योंकि N इन टू रुट ऑफ 2 D CC c रुट ओवर 2 N DCC c से 2 गुना बड़ा होगा और अब कुल लागत में एक बचत होती है अगर हम इसे एक साथ लाते हैं और इसी चीज को गोदाम एकत्रीकरण के रूप में देखा जा सकता है या तो N खुदरा विक्रेताओं के सेट के लिए इन्वेंट्री एकत्रीकरण के रूप में देखा जा सकता है और इसी तरह तो बचत कम हो जाएगी और इस बचत को आसानी से 1 ओवर √NN के रूप में दिखाया जा सकता है या 1 ओवर 1 बाई रूट N या 1 ओवर रूट N बाई N द्वारा किया जा सकता है अब जब हम कोशिश करते हैं और गोदामों को एक साथ लाते हैं तो बचत हो सकती है दूसरा पहलू जो हम देख सकते हैं वह सेफ्टी स्टॉक और सेवा स्तरों में बचत भी है जिसे हमने वास्तव में इन्वेंट्री पर पहले के व्याख्यान में देखा है अब हम यह भी जानते हैं कि यदि इनमें से प्रत्येक के पास इन खुदरा विक्रेताओं में से एक है तो लीड टाइम डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन है और अगर सिग्मा लीड टाइम डिमांड का मानक विचलन है और फिर हमारे पास सेवा स्तर SL है और इस सेवा स्तर के आधार पर हम सामान्य वितरण पर वापस जाते हैं और फिर सामान्य वितरण से एक z पता करते हैं अब z सिग्मा सेफ्टी स्टॉक है जिसे बनाए रखा जाएगा अब N लोगों के लिए हमारे पास इनमें से प्रत्येक स्थान पर N z सिग्मा होगा जबकि जब हम उन्हें एक साथ पूल करते हैं तो हम पहले ही दिखा चुके हैं कि जब एक साथ संयुक्त मानक विचलन वास्तव में में रूट N इनटू सिग्मा होता है और एक ही सेफ्टी स्टॉक सेफ्टी स्टॉक की कुल मात्रा अगर हम उन्हें एक साथ लाते हैं तो इसे z इनटू रूट N इनटू सिग्मा में रखा जाएगा जबकि यदि हम उन्हें अलग अलग जगहों पर बनाए रखते हैं तो इसे z इनटू N इनटू सिग्मा में बदल दिया जाएगा जो N इनटू रूट over D C naught C c and रूट N over रूट of 2 D C naught C c होगा इसी तरह N इनटू z सिग्मा versus रूट N इनटू z सिग्मा के समान हैं एक बार फिर यह दिखाना संभव है कि बचत 1 minus रूट N by N or 1 minus रूट 1 by रूट N है तो एक इन्वेंट्री बिंदु से ऐसा करने का लाभ यह है कि इसे एकत्र करने और निर्णय लेने का प्रयास करते है जो कि सभी को एक साथ रखता हैं जो आपूर्ति श्रृंखला का एक आवश्यक आयाम है क्योंकि यदि सभी अपने निर्णय लेते हैं या सभी व्यक्तियों के अपने गोदाम हैं तो सेफ्टी स्टॉक की मात्रा अधिक होगी और इन्वेंट्री की कुल लागत अधिक होगी इसलिए केंद्रीयकरण करके और उन्हें एक साथ लाकर इन्वेंट्री की कुल लागत को नीचे लाया जा सकता है लेकिन हम पहले ही देख चुके हैं कि कुछ तरीकों से परिवहन की लागत बढ़ेगी जब हम कोशिश करेंगे परिवहन की लागत कम होगी यदि हमारे पास अलग अलग गोदाम हो बजाय एक केंद्रीकृत भंडारण हो इन संगठनों के लिए एक साथ आने और केंद्रीकृत आदेश देने में सक्षम होने के लिए या एक केंद्रीकृत गोदाम से लेने में सक्षम होने के लिए महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए जब आप इसे केंद्रीकृत करते हैं और इसे एक केंद्रीकृत गोदाम से लेते हैं तो इन्वेंट्री लागत थोड़ी बढ़ सकती है लेकिन कुल लागत में कमी आ सकती है बहुत बाद में हम देखेंगे कि उचित जानकारी साझा करने से हम वास्तव में परिवहन की लागत को कम कर सकते हैं या जब हम मांग को एकत्र करते हैं तो इसके साथ हम गोदाम के लिए कुछ मॉडल और गोदाम एकत्रीकरण के लिए कुछ मॉडल भी देखते हैं और जो हमने अब साथ देखा है जो हमने पी मेडियन समस्या फिक्स्ड चार्ज की समस्या और कारखानों और गोदामों के स्थान के बारे में पहले देखा है हमें आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में स्थान के फैसलों की और एकत्रीकरण के माध्यम से कुल लागत को नीचे लाने की क्षमता की एक अच्छी तस्वीर देगा बाकी पहलुओं जैसे कि परिवहन निर्णय और परिवहन और वितरण के लिए तरीके हम अगले व्याख्यान में देखेंगे